असेंबली ड्राइंग सभी को नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने कुछ बुनियादी असेम्ब्ली विधियों के बारे में सीखा जो सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध कुछ मानक मेट थे अब इस व्याख्यान में हम सॉलिडवॉर्क्स में फ़ीचर किए गए तरीकों के कुछ उन्नत तरीकों को सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अब हम मेट को देखते हैं हमने यहां के मानक मेट के बारे में सीखा अब यहाँ अगली चीजें उन्नत मेट हैं तो अब हम इस व्याख्यान में करेंगे हम एक एक करके इन उन्नत मेट के बारे में जानेंगे आइए हम कुछ भागों को देखें जिन्हें मैंने यहाँ लोड किया है यहाँ पहला मेट प्रोफाइल मेट है इस प्रोफाइल मेट में यह प्रोफाइल मेट्स हमें दो प्रोफाइल या दो सतहों के लिए केंद्र ज्यामितीय केंद्र को एक दूसरे के साथ संरेखित करने की अनुमति देता है उदाहरण के लिए आइए हम इस विशेष प्रोफ़ाइल की जाँच करें इस आयताकार प्रोफ़ाइल और कहते हैं कि यह प्रोफ़ाइल केंद्र में इस रॉड का एक चक्र है अब यह स्वचालित रूप से उन दोनों को एक दूसरे के साथ संरेखित करता है आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देख सकते हैं एक बार फिर आप कह सकते हैं कि मैं इस बड़े आयत पर इस विशेष चेहरे को संरेखित करना चाहता हूं तो हम मेट पर जाएंगे हम उन्नत मेट पर जाएंगे फिर यह यहाँ पर प्रोफ़ाइल केंद्र है इसलिए हम देख सकते हैं कि यह प्लेट संरेखित हो रही है इस चेहरे का प्लेट केंद्र इस बड़े से संरेखित हो रहा है तो हालाँकि हम इसे पलटने के लिए उल्टा देख सकते हैं हमारे पास यह है कि हमारे पास संरेखण को उलटने के लिए संरेखण विकल्प है यह गठबंधन विरोधी है इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि सही ढंग से संरेखित किया गया है तो यह यहां का प्रोफाइल सेंटर है तो अगले एक के लिए जो हमारे यहाँ है वह सममित मेट है सममित मेट हमें दो वस्तुओं को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है दो तत्व समरूपता के रूप में हम उन्हें जोड़ा कर सकते हैं जैसे कि उन्हें एक प्लेन के बारे में दिखाया गया था तो अगले मेट के बारे में हम बात करेंगे उन्नत मेट में सममित मेट पर है सममित मेट एक संदर्भ के साथ दो तत्वों को एक दूसरे के साथ सममित रूप से व्यवहार करने की अनुमति देता है इसलिए हम यहां देखेंगे मुझे बस इसके लिए ज्यामिति सेट करना है हम इस प्रोफ़ाइल केंद्र को निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ अनियमित स्थिर रहना है जो फ़िक्चर असेंबली है तो हम यहां देख सकते हैं यह प्लेट इस शाफ्ट के बारे में घूम रही है यह इस शाफ्ट के संबंध में घूम रहा है तो हम यहाँ पर सममित मेट की जाँच करें तो हम एडवांस्ड पर जायेंगे फिर सिमेट्रिक तो यह सममित मेट हमें दो चीजों का चयन करने की अनुमति देता है इसलिए हमें एक सममिति प्लेन की आवश्यकता है जिसके बारे में हमारी सीमा को सममित होना चाहिए तो आइए हम इस प्लेन का चयन करें या शायद हम इन छिपे हुए प्लेन का चयन कर सकते हैं तो यह सममित मेट हमें दो चीजों का चयन करने की अनुमति देता है इसलिए हमें एक सममिति प्लेन की आवश्यकता है जिसके बारे में हमारी सीमा को सममित होना चाहिए तो आइए हम इस प्लेन का चयन करें या शायद हम इन छिपे हुए प्लेनों का चयन कर सकते हैं पहला हम यह चाहते हैं कि हमें प्लेन के बारे में एक संदर्भ निर्धारित करना है इसलिए हम प्लेन को देखेंगे तो हम मेट को अग्रिम करने के लिए मेट के पास जाएंगे फिर सिमेट्रिक पर सममित प्लेन एक सममित मेट को अनुमति देता है कि हम यहां दो चीजों का चयन कर सकें हम देख सकते हैं यह समरूपता प्लेन है यह प्लेन की प्राथमिकता है जो उन दो तत्वों के बीच है जिन्हें हम चुनते रहेंगे हमें बस एक प्लेन का चयन करना है हम सिर्फ प्लेन को देखने के लिए सक्षम करेंगे हम इस प्लेन का चयन करें और दो तत्वों के लिए हम इस चेहरे का चयन करेंगे और इस चेहरे को कहेंगे बस इसे क्लिक करें ठीक है फिर से अगले दोस्त यहाँ उपलब्ध है सममित मेट है हम मेट पर जाएंगे और हम एडवांस्ड मेट पर जाएंगे फिर सिमेट्रिक होगा इसलिए सिमेट्रिक मेट में हम यहां दो छोटी विंडो देख सकते हैं तो उनमें से पहले सिमेट्रिक का चयन करना है संदर्भ के समरूपता प्लेन जो कि दो वस्तुओं के लिए संदर्भ होगा जो हम चयन करेंगे तो संदर्भ के इस प्लेन के लिए हमें बस इस प्लेन और उन दो वस्तुओं का चयन करने के लिए कहें जिनके बारे में हम सममित होना चाहते हैं आइए हम यह एक और यह कहते हैं तो हम ओके क्लिक करेंगे तो अब हम इस विशेष चेहरे को देख सकते हैं और यह चेहरा संदर्भ के इस प्लेन के बारे में सममित है इसलिए जैसा कि हम उनमें से एक को घुमाते हैं दूसरे एक दूसरे के बारे में सममित रूप से व्यवहार करते हैं हम विवरण को फिर से देख सकते हैं यहां राइट क्लिक पर और एडिट करने के लिए क्लिक करें इसलिए यहां पर उपलब्ध अगला मेट चौड़ाई वाला मेट है इसलिए हम पहले वाला हटा दें सममित मेट हम यहां देखेंगे आप देख सकते हैं कि यह विशेष प्रकार की कुंडी वहां किसी भी वेब पर चल सकती है और यह अभी के रूप में तय नहीं है तो मान लीजिए हम इस कुंडी को शाफ्ट के केंद्र में रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास विस्तृत एडवांस्ड मेट है जिसे विड्थ कहा जाता है हम एडवांस्ड मेट विड्थ में जाएंगे यहाँ फिर से हमारे पास दो छोटी विंडो हैं यह चौड़ाई चयन के लिए संदर्भ है हम इसके संदर्भ 1 संदर्भ 2 का चयन करेंगे और जिस आइटम को केंद्र में होना है वह यह और यह कहता है इसलिए एक बार जब हम इसे क्लिक करते हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि यह केंद्र में तय किया गया है और यह इस प्लेन और इस विशेष प्लेन के बीच में है तो यह विड्थ मेट है उसी के अनुरूप हम बाकी एडवांस्ड मेट के बारे में बात करेंगे हम इस दूरी के मेट के साथ जांच करेंगे इसे दूरी सीमा कहा जाता है और इसे कोण सीमा कहा जाता है हम इसके साथ जांच करेंगे सबसे पहले हम इस विड्थ मेट को हटा दें जो हमारे पास अभी है हम मेट और इस दूरी की सीमा तक जाएंगे इसलिए अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि यह शाफ्ट के साथ चलने योग्य है और इसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए इस कुंडी पर सीमा तय करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यह हमें एक अधिकतम सीमा देता है और इसका एक और यह न्यूनतम मूल्य है इसलिए हमें चेहरे का चयन इस चेहरे और इस चेहरे को कहना होगा इसलिए हम इन दोनों के बीच अधिकतम दूरी और इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी का चयन करेंगे इसलिए मैं 049 का चयन कर रहा हूं और कहता हूं कि यह 0 है ओके पर क्लिक करें इसलिए मुझे इस चेहरे और इस चेहरे के बीच की सीमा निर्धारित करनी चाहिए तो हम देख सकते हैं कि न्यूनतम सीमा 0 थी इसलिए यह इस 0 मूल्य से आगे नहीं बढ़ सकता है और अधिकतम सीमा 049 थी तो यह अधिकतम 049 तक की दूरी तय कर चुका है तो यह दूरी की सीमा है इसी तरह हमारे पास एक कोण सीमा भी है कोण सीमा निर्धारित करने के लिए हमें फिर से दो संदर्भ प्लेनों का चयन करना होगा हम इस प्लेन और इस प्लेन का चयन करेंगे मैं एक मूल्य निर्धारित कर रहा हूं इसी तरह हमारे पास दूरी सीमा के समान है हमारे पास यहां एक कोणीय सीमा है तो हम एडवांस्ड मेट के पास जाएंगे हम यहाँ कोण सीमा देख सकते हैं इसलिए दूरी सीमा के समान ही हमारे पास फिर से दो चयन करने होंगे आइए हम इस प्लेन और इस प्लेन का चयन करें और अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य का चयन करेंगे आइए हम इसे बनाते हैं यह 30 हो जाएगा और हम इसे बनाएंगे जैसे हम इसे 180 बनाते हैं हम इसे केवल 30 रखेंगे ओके पर क्लिक करें हम यह देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से घूम नहीं सकता है हमें इस आइटम को फिक्स करने दें फिक्स पर क्लिक करें दूरी सीमा के समान हमारे यहां हमारे पास एक कोणीय सीमा है जो एडवांस्ड मेट में भी है हम यह देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से घूम नहीं सकता है हमें इस आइटम को ठीक करने दें फिक्स पर क्लिक करें दूरी सीमा के समान हमारे यहां हमारे पास एक कोणीय सीमा है जो एडवांस्ड मेट में भी है हम एक मान निर्धारित करेंगे जो अधिकतम है और एक न्यूनतम है आइए हम न्यूनतम 30 का चयन करें और अधिकतम मान के रूप में 180 कहें अब हम यह देख सकते हैं कि इस कोणीय दिशा में एक बाधा गति दिखाई देती है इसलिए उन्नत सीमा में इस सीमा को इस कोणीय सीमा द्वारा निर्धारित किया जाता है तो यह कोणीय सीमाएं थीं यहां उपलब्ध अन्य साथी एक एडवांस्ड मेट हैं पथ प्रदर्शक और रैखिक युग्मक हैं हम देखेंगे कि किसी अन्य ज्यामिति में जाने दें बस इसे किल करो एडवांस्ड मेट में उपलब्ध अन्य पाथ मेट है पाथ मेट के लिए हम इस ज्यामिति में देखेंगे कि यह गेंद इस घुमावदार स्लाइड में जाने वाली है इसे संभव बनाने के लिए हमें पाथ मेट का चयन करना होगा तो इसके लिए हमें इस स्लाइड के केंद्र अक्ष के साथ स्लाइड करने के लिए इस गेंद के केंद्र की आवश्यकता है इसलिए अब के लिए हम इस के केंद्र को और इस विशेष वक्र की केंद्र रेखा को नहीं देख सकते हैं इसे सक्षम करने के लिए हम इस गेंद पर जाएंगे और हम स्केच भाग का चयन करेंगे और हम इसे दिखाएंगे और इसी तरह स्वीप में इस विशेष स्लाइड पर हम स्केच पर जाएंगे तो अब हम वक्र और इस के केंद्र को देख सकते हैं इसलिए अब पाथ मेट में पाथ मेट हमसे उस गेंद के केंद्र और उस मार्ग के लिए जो उस मार्ग से गुजरना पड़ता है के लिए कहता है इसलिए यह खोज हमें इस गेंद के केंद्र और पथ के लिए घटक शीर्ष का चयन करने देती है क्योंकि यह अब तक दिखाई नहीं देता है हम बस यहां सक्रिय करेंगे स्केच इसे शो करेंगे तो अब फिर से इस पथ हम ओके क्लिक करेंगे अब हम देख सकते हैं कि इस गेंद का केंद्र स्लाइड की इस सीमा से जुड़ा हुआ है घुमावदार स्लाइड आप उन रेखाचित्रों को छिपा सकते हैं मैं देख सकता हूं कि गेंद इस घुमावदार स्लाइड में फिट है यह देखने के लिए हमें बस इसे पारदर्शी बनाना है इस परिवर्तन पारदर्शिता में हम यहां राइट क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हैं यह गेंद इस ओर बढ़ सकती है हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इस गेंद को पहले और फिर इस प्लेन के लिए आयात किया है तो यह पहले से ही तय है तो चलिए हम इसे फ्लोटिंग बनाते हैं और इसे ठीक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह गेंद इस स्लाइड में जा सकती है इसलिए पाथ मेट का उपयोग करके यह संभव था हमें केवल अगला उन्नत मेट उपलब्ध है जो एक रैखिक जोड़ा है हम कुछ अन्य ज्यामिति पर जाँच करेंगे हमें इसे लोड करने दें मैं इसे हटा दूंगा हम रैखिक जोड़ा के लिए घटक सम्मिलित करेंगे मैं लोड कर रहा हूं यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ पहिये और कुछ रेल की पटरियाँ हैं तो रैखिक जोड़ा एक रैखिक फैशन में दो वस्तुओं के बीच जोड़ा की अनुमति देता है हम उसकी जाँच करेंगे हमें बस एक दूसरे के ऊपर स्पर्शरेखा के रूप में बनाते हैं हम कुछ भागों का चयन करने के लिए घटक सम्मिलित करेंगे मेरे यहाँ कुछ भाग हैं जो पहिया एक ट्रैक और व्हील टॉप हैं हम इसे स्थिर कर देंगे इस पहिए को स्थिर कर देंगे हमें अभी बनाया है मैं इसे स्पर्शरेखा कर दूंगा यहां हमारे पास यह ट्रैक और यह पहिया है तो मुझे इस रैखिक स्पर्शरेखा को प्रदर्शित करने के लिए एक और पहिया की आवश्यकता है मैं इस अन्य पहिया के साथ भी यही काम करूंगा अब यहां हमारे पास दो पहिए उपलब्ध हैं आइए हम इन पहियों को इस रेल ट्रैक पर संरेखित करें मैं इसे मेट कर दूंगा तो अब हम घटकों को सम्मिलित करने के लिए जाते हैं हम कुछ हिस्सों को यहाँ पर लोड करेंगे यहां हमारे पास एक रेल ट्रैक एक पहिया और एक पहिया धारक है तो हमें इस रैखिक युग्मक में प्रदर्शित करने के लिए दो पहियों की आवश्यकता है हम नकल करेंगे आइए हम इन पहियों को स्थापित करें मैं इन पहियों को एक बार फिर से इस रेल ट्रैक के साथ जोड़ दूँगा आप विड्थ मेट का उपयोग कर सकते हैं जो संदर्भ 1 और संदर्भ 2 और केंद्रित होने के लिए आइटम है हमारे यहाँ है इसी तरह यहाँ मैं बस पहियों पर सिर रखूंगा हम जाएंगे अब हम इस इंसर्ट घटक पर जाएंगे हम एक ट्रेन ट्रैक और व्हील कनेक्टर लेंगे हमारे यहां दो आइटम हैं हमें बस इस रैखिक युग्मक को प्रदर्शित करने के लिए दो अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता है इन दोनों को रेल ट्रैक में संरेखित करें तो यहाँ हमारे पास इस तरह की स्लाइडर है तो ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो अब हम इस रैखिक जोड़ा की जाँच करेंगे हम मेट से एडवांस्ड मेट पर जाएंगे फिर यहां हमारे पास रैखिक युग्मक हैं यह हमें दो विशेष तत्वों का चयन करने के लिए कहता है आइए हम दो इस चेहरे और इस चेहरे का चयन करें और हम इन दोनों के बीच एक अनुपात बनाएँगे आइए हम सिर्फ 1 और 1 को एक दूसरे का चयन करें हम ओके क्लिक करेंगे और जैसा कि हम इस आइटम को एक दिशा में ले जाते हैं दूसरा स्वचालित रूप से उस पर जोड़े जाता है और निर्धारित अनुपात में आगे बढ़ता है आइए हम सिर्फ अनुपात बदलते हैं और जाँचते हैं हम फीचर जोड़ देंगे मैं इसे 15 कहूंगा अब आप इसे अगले एक एक्टुवेट्स के रूप में देख सकते हैं और अनुपात में 1 से 15 है तो यह एक रैखिक युग्मक है तो यहाँ हम इस एडवांस्ड मेट को समाप्त कर रहे हैं अगले व्याख्यान में हम बाकी यांत्रिक साथियों के बारे में जानेगे जो हमारे पास हैं हमारे पास बचे हुए हैं हम सभी ने पहले से ही इस स्क्रू मेट और मैकेनिकल से इस हिंज मेट को कवर किया है तो अब हमने इस एडवांस्ड मेट को पूरा कर लिया है और अगले व्याख्यान में हम इन यांत्रिक मेट को सीखने के बारे में जाएंगे जो कैम स्लॉट हिंज गियर रैक पिनियन स्क्रू हैं और हमारे पास पहले से ही हैं इसलिए अब हमने इस सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध इन एडवांस्ड मेट को समाप्त कर दिया है हमने इन सभी को कवर किया है एक एक करके प्रोफ़ाइल केंद्र सममित चौड़ाई पाथ मेट रैखिक युग्मक दूरी सीमा और कोण सीमा है अगले व्याख्यान में हम यांत्रिक मेट के बारे में जानेंगे GLOSSARY English Word Word Meaning solidworks सॉलिडवर्क्स सॉलिडवर्क्स Mechanism यंत्ररचना यंत्ररचना Spline स्पलाइन स्पलाइन ok ओके ओके Plane प्लेन प्लेन key word मुख्य शब्द मुख्य शब्द object वस्तु वस्तु Symmetric सममित सममित arc आर्क आर्क Clock wise घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में counter clockwise घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में Dimension परिमाप परिमाप Line रेखा रेखा Normal अधोलंब अधोलंब Hearth भट्ठी भट्ठी Entity तत्त्व तत्त्व Typical प्ररूपी प्ररूपी Helical हेलिकल हेलिकल Protrusion उत्क्षेपण उत्क्षेपण concentric संकिंद्रिक संकिंद्रिक Linear coupler रैखिक युग्मक रैखिक युग्मक LATERAL लेटरल लेटरल coincident संयोग संयोग Tangent स्पर्शरेखा स्पर्शरेखा follower फॉलोअर फॉलोअर cam कैम कैम chamfer चैम्फर चैम्फर Geometry ज्यामिति ज्यामिति Fillet फिलेट फिलेट projection प्रक्षेपण प्रक्षेपण save रक्षित रक्षित